Lsजो प्रत्येक सर्किट का इंडक्टेंस है 04605 log 2 का पावर ⅓ गुने Dr' मिली हेनरी प्रति किलोमीटर के बराबर है यह समीकरण 76 है M जो दो सर्किट के बीच का म्युचुअल इंडक्टेंस है बराबर 04605 log d3d2 के पूरे का पावर ⅔ मिली हेनरी प्रति किलोमीटर है अब इसे हम सेल्फ इंडक्टेंस तथा उसे हम दो सर्किट के बीच का म्युचुअल इंडक्टेंस कहते हैं अगर आप विन्यास को देखें तो इस पद को हम सिर्फ इंडक्टेंस कह रहे हैं और इसे हम दो सर्किट के बीच का म्यूच्यूअल इंडक्टेंस कह रहे है क्योंकि यहां d2d3 के व्यंजक को देखिए इसका मतलब अगर आप यहां देखें तो चिन्ह के कारण यह d3d2 के पूरे का पावर ⅔ है तो अगर आप विन्यास को देखें तो d2d3 इन दो सर्किट के कारण आ रहा है और D भागा r ' पद वास्तव में अंदर से आ रहा है इस कारण से इस भाग को सेल्फ तथा उस भाग को म्युचुअल इंडक्टेंस कह रहे हैं तो यह दो युगल सर्किट जो एक दूसरे के समांतर हो के लिए अच्छा परिणाम है GMD विधि को अन ट्रांस्पोज लाइन के लिए भी लगाया जा सकता है तथा यह काफी सही परिणाम देता है अब हम बंडल्ड कंडक्टर की तरफ आएंगे तो इस स्थिति में अतिरिक्त उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनों द्वारा अत्यधिक मात्रा में पावर का स्थानांतरण काफी किफायती होता है और यह सभी चीजें मूल रूप से बंडल कंडक्टर से बनाई जाती है 2 बंडल कंडक्टर के विन्यास में दो कंडक्टर हो सकते हैं या तीन भी हो सकते हैं या चार भी हो सकते हैं या उससे भी ज्यादा कंडक्टर हो सकते हैं तो बहुत सारे कंडक्टर आपस में समानांतर है अतिरिक्त उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनों बंडल कंडक्टर का उपयोग करते हैं ताकि सेल्फ GMD को बढ़ाया जा सके जिससे कि लाइन की इंडक्टेंस कम हो जाए और ट्रांसमिशन लाइन के शक्ति क्षमता बढ़ जाए अगर इंडक्टेंस कम होंगे तो रिएक्टेंस भी कम होंगे जिससे पावर ट्रांसमिशन की क्षमता बढ़ जाएगी तो बंडल कंडक्टर भी कोरोना लॉस सर्ज एमपीडेंस और रेडियो हस्तक्षेप को कम करते हैं तो मूल रूप से बंडल कंडक्टर दो तीन या चार कंडक्टर रखते हैं जैसा कि चित्र 11 में दिखाया गया है यहां मैं दो तीन या चार दिखा रहा हूं लेकिन या उससे भी ज्यादा हो सकता है यदि आप इसे पता करने की कोशिश करें कि इस विन्यास के लिए सेल्फ GMD क्या होगा उदाहरण के लिए यदि आप 2 लेते हैं तो 2 कंडक्टर के लिए Ds r'd का पावर ½ होगा यह समीकरण 78 है इसी प्रकार तीन कंडक्टर के लिए Ds r'd का वर्ग और पूरे का पावर ⅓ होगा यह कैसे हो रहा है इसके लिए मैंने एक उदाहरण लिया तो मानो कि हम कोई भी कंडक्टर का Ds पता कर रहे हैं तो सबसे पहले आप r' लोगे फिर उसके बाद अन्य सभी कंडक्टर से दूरी d को लोगे यह मानते हुए की सभी कंडक्टर की त्रिज्या समान है तथा सभी दूरियां भी समान है और इनका पावर13 तो यह r'd का वर्ग का पावर ⅓ हो जाएगा इसलिए मैं तीन कंडक्टर के लिए r' d का वर्ग का पावर ⅓ लिख रहा हूं और अब चारों कंडक्टर के स्थिति में चार कंडक्टर के Ds के लिए सबसे पहले हम सेल्फ यानी r' को लेते हैं फिर इस कंडक्टर से कंडक्टर 2 की दूरी d और फिर इस कंडक्टर से उस कंडक्टर की दूरी विकर्ण दूरी है जो 2 वर्गमूल D का पावर ¼ है इसका मतलब यह r' 2 वर्गमूल D का घन का पावर ¼ होगा इसलिए 4 कंडक्टर के स्थिति में यह चौहरा है तथा r' बंडल कंडक्टर के प्रत्येक कंडक्टर की काल्पनिक त्रिज्या है तो Dsको आप सेल्फ GMD कहते हैं तो हमने सभी की चर्चा कर ली है लेकिन अभी तक हमने एक भी अभ्यास नहीं किया है अब आगे मैं कुछ अभ्यास कर आऊंगा जिसमें हम विभिन्न प्रकार के प्रश्न को हल करेंगे अब तक हमने केवल सिद्धांतों को पढ़ा है अब हम विभिन्न प्रकार के प्रश्न को हल करेंगे और जितना ज्यादा हो सके इतने विभिन्न प्रकार के प्रश्न को मैं आप को हल करके दिखाऊंगा तो आपका मकसद केवल समझना होना चाहिए मैंने इस डायग्राम को ड्रा करने के बजाए मैंने एक पुस्तक से लिया है तो यह चित्र 12 है जो स्ट्रैंडर्ड कंडक्टर को दिखाता है जिसमें 7 एक जैसे स्ट्रैंड है एक स्ट्रैंड केंद्र में है जो 6 कंडक्टर से घिरा हैं और प्रत्येक की त्रिज्या r है और अगर सभी की त्रिज्या समान है तब इस एक कंडक्टर के चारों तरफ 6 कंडक्टर संभव है लेकिन यदि इनकी त्रिज्या आपस में समान नहीं होती तब यह विन्यास संभव नहीं है तो आपको कंडक्टर की सेल्फ ज्यामितीय माध्य त्रिज्या ज्ञात करनी है और Dsतथा संपूर्ण कंडक्टर की त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करना है तो यह विन्यास है उम्मीद करता हूं कि यह पढ़ने योग्य होगा तो पहले इसे देखते हैं मैं इस ड्राइंग को थोड़ा बड़ा करने का प्रयास करता हूं यह केंद्रीय स्ट्रैंड है इसे संख्या 7 से सूचित किया गया है इसके चारों तरफ 6 कंडक्टर हैं तो यह संख्या 1 है यह 2 है यह 3 है यह 4 है यह 5 है यह 6 है और केंद्र में यह 7 है जो पहले आपको स्ट्रैंड 1 से केंद्र से केंद्र के बीच की दूरी को देखना है तो पहले आप 1 और 2 के बीच देखते हैंयह 1 है यह 2 है तो D12 D16 के बराबर है और D16 D17 के बराबर है और यहां से यहां के बीच r है इसलिए यह 2r है केंद्र का कंडक्टर 7 है और अगर आप इस वीडियो को सुनेंगे तो उम्मीद करता हूं की सभी चीज आपको समझ में आ जाएगी तो D14 4 r के बराबर है क्योंकि यहां से यहां के बीच यह r है इसका व्यास 2r है और फिर से यहां से यहां के बीच r है तो एक साथ D14 4r के बराबर है अब D13 यह 1 है मैं अलग से इसे ड्रा करने का कोशिश कर रहा हूं यह 1 है और यह 3 है और ये 2 है तो आपको D13 ज्ञात करना है तो 123 या ऐसा होगा माफ करिएगा वास्तव में यह सभी एक साथ होंगे तो मैं इसे यहां पर बनाने का कोशिश करता हूं थोड़ा इंतजार कीजिए तो यह एक है और यहां से यहां यह 1 से 2 है जो 2r है यह 1 है ये 2 है यह 3 है और यह वास्तव में 2r है यह कोण 30 डिग्री का है तो यहां यह प्रक्षेपण 2r cos 30 2r cos 30 मतलब 2 गुने 2r cos 30 यानी 2 x 2 3 का वर्गमूल भागा 2 इसलिए 2 से 2 खत्म हो जाएगा तथा यह 23बचेगा इसलिए D13 23होगा तो यह कोण सममित से 30 डिग्री का है सममित से आप इसे 30 डिग्री का बना सकते हैं उसी प्रकार D15 D13 के बराबर है इसलिए D13 बराबर 23 बराबर D15 इस प्रकार से अगर आप कंडक्टर 2 को लेते हैं तब भी मतलब समान ही रहेगा तब D24 D26 के बराबर होगा अगर आप कंडक्टर 3 लेते हो तब D35 D31 के बराबर होगा इसका मतलब आपको सभी कंडक्टर को अलग अलग देखना है इस प्रकार आपको GMD प्राप्त करना है तो इस स्थिति में क्या होगा पहले आप यह देखिए कि यहां 7 कंडक्टर है और आप को सेल्फ GMD पता करना है यह n2है यानी 49 है तो आपको 49 वा वर्गमूल ज्ञात करना है इसका मतलब यहां 49 संभावनाएं हैं यहां 7 कंडक्टर है तथा सभी की काल्पनिक त्रिज्या r' है इसलिए यह r' का पावर 7 होना चाहिए अगले में मैं D12 का वर्ग कर रहा हूं इसको 6 बार दोहराया गया है आप प्रत्येक D12 का वर्ग को देख सकते हैं मैं प्रत्येक का वर्णन करूंगा फिर D13 का वर्ग गुने D14 गुने D17 का पावर 6 अगर आप इस डायग्राम को देखें तो यहां D12 D16 के बराबर है इसी तरह D21 D23 के बराबर है उसी प्रकार अगर आप D31 को देखें तो यह D34 D32 के बराबर है इस तरह से आपको सभी चीजों को देखना है तो सभी कंडक्टर के लिए D12 बराबर D16 समान रहेंगे इसी प्रकार अगर आप इस कंडक्टर को देखें तब भी आपको इन दूरियों को लेना होगा तो हर एक बार यह दोबार आ रहा है और D12 D16 D32 यह सभी दूरियाँ समान है तो प्रत्येक कंडक्टर के लिए यह दूरी दो बार दोहरा रही है क्योंकि एक D12 है तथा दूसरा D16 है और यह सभी समान है इस कारण से यहां D12 का वर्ग किया गया है लेकिन आपके पास 6 कंडक्टर है जो केंद्र में स्थित कंडक्टर को चारों तरफ से घेरे हुए हैं आपके पास 6 कंडक्टर है जो केंद्र में स्थित कंडक्टर को चारों तरफ से घेरे हुए हैं इस कारण से D12 का वर्ग का पावर 6 है क्योंकि अगर आप प्रत्येक कंडक्टर के लिए दो दूरियों को सामान मानेंगे इसलिए यहां D12 का वर्ग किया गया है बजाय इसके कि D12 D16D23D34 लिखा जाए इसलिए हमने लिखा है कि सभी समान है इसलिए D12 इसी प्रकार अगर आप कंडक्टर 1 और 3 को देखें तो यहां D13 का वर्ग आ रहा है क्योंकि 1 2 3 1 2 5 समान दूरी पर है अगर आप कंडक्टर 2 को ले तो 2 से 4 तथा 2 से 6 समान दूरी पर है अगर आप 3 को ले तो 3 से 5 तथा 3 से 1 समान दूरी पर है तो इस तरह से यह दोबारा आ रहा है और 6 बार है क्योंकि चारों तरफ कुल कंडक्टर की संख्या 6 है इसलिए D13 का वर्ग का पावर 6 है इन सब के पावर को मैंने 6 लिखा है क्योंकि यह सभी से 6 बार आ रहे हैं अब अगला D14 है मतलब यहां से यहां तक इसी प्रकार 2 से 5 इसी प्रकार 3 से 6 इस तरह से ऐसा आ रहा है D14 एक है क्योंकि इसके जैसा कोई दूसरा दूरी नहीं है यहां 1 4 2 5 3 6 है फिर आपका 4 1 है इस तरह से यह छह बार आ रहा है इसलिए D14 गुने फिर पावर 6 फिर D17 D17 मतलब कंडक्टर 1 तथा केंद्र में स्थित कंडक्टर 7 के बीच की दूरी तो 17 27 37 4 7 57 67 यह सभी दूरी समान है गुने D17 का पावर 6 ठीक है मतलब D12 का वर्ग 6 बार आ रहा है पुनः समान दूरी D13 भी 6 बार आ रहा है मतलब इसका वर्ग 6 बार आ रहा है फिर एक D14 एक D17 6 बार गुने 2r अब केंद्र में स्थित कंडक्टर को लेना है क्योंकि यह बच गया था तथा इसके लिए भी दूरी को भी ध्यान में रखना है तो यहां से यहां के बीच यह 2r है और इस तरह से यह 2r 6 बार है इस कारण से 2r का पावर 6 इसलिए संपूर्ण का घात 149 अब अगर अंदर के जितने भी पद हैं उन सभी के पावर का योग 49 है तो यह सही है लेकिन अगर यह 49 नहीं आ रहा होता तो इसका मतलब हमारे गणना में कोई त्रुटि हुई है उदाहरण के लिए अगर आप इसे पावर को ले यह 7 है यदि आप इस दोनों को ले तो 6 गुने 2 12 जोड़ 2 गुने 6 12 जोड़ पावर एक है मतलब 6 बार और यहां भी एक है मतलब 6 बार और यहां 2r का पावर 6 यदि आप इसे जोड़े तो 12 7 19 19 और 12 31फिर 6 6 6 यानी 18 तो कुल योग 49 तथा पावर 149 है इसका मतलब यह सही है वरना आपको यह मानना होता कि आप की गणना में कोई त्रुटि है यद्यपि यह आसान लग रही है लेकिन गणना में करने की गलती होने की संभावना ज्यादा है तो इस तरह से आपको यह समझना है कि कितनी संभावनाएं हो सकती है और मैंने यहां 1n लिखा है क्योंकि यहां 7 कंडक्टर है जिन को जोड़ा गया है और अगर पावर अलग अलग होंगी तो परिमाप एक जैसी नहीं होगा इसलिए पावर के पद में इन सभी चीजों का मिलान होना जरूरी है तो इसलिए अब मैं r' लिख रहा हूं r' प्रत्येक कंडक्टर की काल्पनिक त्रिज्या है जिसका पावर सात कंडक्टर होने के कारण 7 है फिर मैं इस पद D12 का वर्ग D13 का वर्ग D14 और D17 का वर्णन करूंगा यह सभी बाहरी स्ट्रैंड से अन्य सभी स्ट्रैंड के बीच की दूरी के गुणनफल को प्रस्तुत कर रहे हैं तथा इनका पावर 6 है जो 6 बाहरी स्ट्रैंड के होने के कारण हैं मैंने इन्हें कैसे लिया है इसका भी वर्णन मैंने किया है अब 2r का पावर 6 केंद्रीय स्ट्रैंड से भी मैंने आपको कहा था कि यदि केंद्र में स्थित स्ट्रैंड से प्रत्येक बाहरी स्ट्रैंड के बीच की दूरी का गुणनफल 6 बार आएगा इसे कैसे प्राप्त करना है इसको भी मैंने बताया है तो अब मैंने आपको यह सभी दूरी D12 D14 इत्यादि जो भी हो को दिखाया है और जो भी मान आपने प्राप्त किया है उनको यहां प्रतिस्थापित करें और उनकी गणना करें मैं उनकी गणना नहीं करूंगा क्योंकि यह और ज्यादा समय लेगा इसलिए इसे आप एक अभ्यास के तौर पर ले सकते हैं तो इस तरह से आपको Ds 2177r प्राप्त होगा इसे आप खुद से करें और यह अंतिम उत्तर है इस तरह से कंडक्टर की संपूर्ण त्रिज्या 3r है क्योंकि यहां से यह 6 गुना है तो यहां से यहां यह 2r हैयह 2r हैयह भी 2r है इसलिए 6r 2 यानी 3r इस तरह से Ds तथा कंडक्टर के संपूर्ण त्रिज्या का अनुपात 2177 r3r के बराबर है जो 07257 है परिणाम देखने पर हमें यह पता चलता है कि जैसे जैसे स्ट्रैंड की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे यह 07788 के नजदीक जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप यह उदाहरण समझ चुके होंगे अब अगला उदाहरण 2 है तो पहले मैं उदाहरण को पढ़ रहा हूं फिर मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा एक थ्री फेज 50 hz 30 किलोमीटर लंबी लाइन के पास 4 संख्या है जिनका व्यास 1 5 cm है तथा इनको क्षैतिज रूप से से 2 मीटर की आपसी दूरी पर रखा गया है और यह IaIbतथा Ic धारा का वहन कर रही है चौथी वायर न्यूट्रल है जिसमें 0 धारा प्रवाहित हो रही है फेज धारा Ia 30 j 24 एंपियर है Ib 20 j 26 के बराबर है Ic 50 j 50 के बराबर है न्यूट्रल धारा नहीं भी दीया हो सकता है लेकिन अगर इन्हें IaIb Ic जोड़ने पर जीरो आता है यद्यपि प्रश्न में यह दिया हुआ है तथा यह भी दिया की लाइन अन ट्रांसपोज्ड है तो आपको न्यूट्रल वायर का फ्लक्स लिंकेज लिंकेज पता करना है तथा न्यूट्रल वायर में प्रेरण वोल्टेज को पता करना है तथा प्रत्येक फेज में वोल्टेज ड्रॉप को पता करना है तो पहला डायग्राम है जोकि यह दिखाता है कि यह सभी क्षैतिज तल में है 3 फेज a b c हैं तो यह IaIbतथा Ic है यह न्यूट्रल है तथा इन दोनों कंडक्टर की बीच की दूरी 2 मीटर 2 मीटर और 2 मीटर है तो यह कंडक्टर की व्यवस्था है अब यह गणना बहुत ही आसान है Dan 2 जोड़ 2 जोड़ 2 जोड़ यानी 6 मीटर है Dbn2 जोड़ 2 यानी 4 मीटर है तथा Dcn 2 मीटर है कंडक्टर की व्यास 15 सेंटीमीटर दी हुई है इसलिए त्रिज्या 15 भाग 2 बराबर 00075 मीटर है सामान्य तौर पर यह एक लाइन है जिसमें दो फेज के बीच की दूरी त्रिज्या की तुलना में काफी ज्यादा है इसलिए D r लगभग D के बराबर है क्योंकि r काफी छोटा है अब न्यूट्रल वायर n की फ्लक्स लिंकेज बहुत सारे सिद्धांतों को हमने पहले पढ़ा है इसलिए पहले के चर्चा के आधार पर आप सीधे लिख सकते हैं क्योंकि आपका मकसद न्यूट्रल कंडक्टर के साथ फ्लक्स लिंकेज को पता करना है इसलिए nबराबर 04605 Ialog1Danजोड़ Iblog1Dbnजोड़ Iclog1Dcnमिली वेबर टर्न प्रति किलोमीटर अब इस व्यंजक में आप DanDbnऔर Dcn यह सभी दिए हुए हैं इनको प्रतिस्थापित करें अगर आप प्रति स्थापित करोगे तब n बराबर 04605 ब्रैकेट में Ialog ⅙ Iblog ¼ Iclog ½ मिली वेबर टर्न प्रति किलोमीटर इसके बाद log ⅙ log ¼ log ½ के जो भी मान आते हो उनको यहां रखें ऐसा करने पर आपको n बराबर 04605 ब्रैकेट 0778 Ia जोड़ 0 602 Ibजोड़ 0301 Icमिली वेबर टर्न प्रति किलोमीटर मिलता है तो इस प्रतिस्थापन के बाद Ia Ib और Ic के मान को प्रतिस्थापित करते हैं मैंने यहां एक भाग को लिखा है तथा n04605 ब्रैकेट में 2033 j 19274 Icमिली वेबर टर्न प्रति किलोमीटर तो न्यूट्रल वायर के फ्लक्स लिंकेज का व्यंजक जटिल है अब दूसरा भाग यह है कि न्यूट्रल वायर में प्रेरित वोल्टेज को पता करना हैयदि Vn jn30 क्योंकि वायर की लंबाई 30 km है इसलिए jn30 तो यह 2j 50 क्योंकि आवृत्ति 50 hz है हम यहां 30 से गुना कर रहे हैं क्योंकि हमें उत्तर वोल्ट में चाहिए और यह प्रति किलोमीटर में है इसलिए 30 से गुना हो रहा है तथा मिली को हम 10 का पावर 3 ले रहे हैं गुणा 2033 j19234 ताकि यह वोल्ट में हो अगर आप इसे गुणा करते हैं तब Vn 12158 कोण 435 डिग्री तो यह न्यूट्रल वायर में उत्पन्न वोल्टेज है समीकरण 60 से कंडक्टर 'a' मैंने a को कोमा के अंदर रखा है का फ्लक्स लिंकेज a04605 Ialog 1r' Iblog 1D Iclog 12D है तो इसका मतलब सीधा 2 मीटर लिखने के बजाय सेल्फ Ialog1r फिर Ib तथा b और a के बीच की दूरी D है जो 2 मीटर है और फिर a से c की दूरी 2 D है इसलिए log 1D और Icके लिए यह log 12D है इसलिए मिली वेबर टर्न प्रति किलोमीटर अब चुकी न्यूट्रल धारा जीरो हैं इसलिए IaIbIc जीरो के बराबर है इसका मतलब Ic IaIb के बराबर है तो यहां से आप क्या कर सकते हैं कि आप Ic को IaIb के रूप में प्रतिस्थापित करें फिर सरल करें तो ऐसा करने पर आपको a04605 Ialog 1r'Iblog1DIalog 2D Iblog 2D मिलेगा अब अगर आप इसे फिर से सरल करें तब a 04605 Ialog 2Dr' Iblog 2 मिली वेबर टर्न प्रति किलोमीटर होगा इस प्रकार अगर आप bकी गणना करें तो यहां भी 0 4605 Ialog 1D दूसरी स्थिति के लिए यह Iblog 1r' जोड़ Iclog 1D मिली वेबर टर्न प्रति किलोमीटर तो इस स्थिति में भी हम Ic को IaIb के रूप में लिखते हैं तो सरलीकरण के बाद आपको यह मिलेगा b04605 Iblog dr' इसी प्रकार c04605 Ialog12D क्योंकि c से a की दूरी 2D है फिर जोड़ Iblog1D जोड़ Iclog1r' मिली वेबर टर्न प्रति किलोमीटर और Ic को IaIb इस व्यंजक में रखने पर cIblog2D जोड़ Iclog2D जोड़ Iblog1D तो इस स्थिति में हमने Ia को Ic तथा Ib के पद में लिखा है तो इस विधि में Ia को हटा देते हैं और सरल करते हैं तो इस तरह c 04605 Ib log2 जोड़ Ic log 2r ' मिली वेबर टर्न प्रति किलोमीटर प्राप्त होता है तो यह abहै a में प्रेरित वोल्टेज डेल्टा Va 04605 गुना j गुना मिली वेबर यानी 10 का पावर 3 और 30 km लंबाई होने के कारण 30 से गुना तथा ब्रैकेट में यह व्यंजक यानी Ialog 2Dr' Iblog 2 तो IaIbके मान को यहां प्रतिस्थापित करने पर IaIb इसके बराबर है तथा D 2 मीटर के बराबर है तो इन सब की मान को प्रतिस्थापित करने पर आप को डेल्टा b 514 4 कोण 230 डिग्री है इसका मतलब फेज a का प्रेरित वोल्टेज यह है तो जहां कहीं भी यह b c लिखा है उसी के अनुसार हमने किसी भी पद को हटाया है इसी प्रकार अगर आप फेज b फेज c की करना करेंगे तब डेल्टा Vb 3608 कोण 21756 डिग्री मिलेगा इसकी गणना आप खुद से करें और मैं उम्मीद करता हूं कि यह उत्तर सही है तथा डेल्टा Vc 8277 कोण 454 डिग्री है नया सुझाव देना चाहूंगा कि जब कभी भी आपको कोई समस्या हो तो आप मुझे मेल करें या कोई शंका हो आप तुरंत मेल करें जितना जल्दी हो सके हम लोग आपको जवाब देने का प्रयास करेंगे